सुप्रभात इसलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के शेष भाग को देखते हैं हम पहले देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट रखने के अलग अलग स्टेजक्या हैं फिर हम कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट प्रोसेस से जुड़ी कुछ शर्तों को देखेंगे इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट चेक लिस्ट देखेंगे फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट को देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैनेज करें कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट में ये विभिन्न स्टेज स्टेज हैं पहले आपको विश्लेषण करना होगा कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं केवल तभी आप कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं तब आप सोचेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मूल्यांकन कैसे करें यदि आप कॉन्ट्रैक्ट को आमंत्रित करेंगे कि आपके द्वारा सोचा गए कॉन्ट्रैक्ट का मूल्यांकन कैसे करना है और फिर इस योजना को बनाने के बाद आप टेंडर्स को आमंत्रण भेज सकते हैं या आप आरएफसी प्रपोजल के लिए आरएफ अनुरोध भेज सकते हैं और फिर आपको यह आरएफसी प्राप्त होगा इस आरएफसी के लिए विभिन्न वंडर्स से प्रपोजलस अनुरोध की आवश्यकता होती है और फिर प्रपोजलस को प्राप्त करने के बाद आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप विभिन्न प्रपोजलस का मूल्यांकन करने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे तो अब हम उन सभी स्टेप्स के बारे में विस्तार से बताते हैं इसलिए एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपको अपने आप आंतरिक रूप से आपको आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा After analyzing the रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद आप बताते हैं कि आपकी सही आवश्यकताएं क्या हैं आप अपनी आवश्यकताओं के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं आप एक डॉक्यूमेंट में सभी आवश्यकताओं को लिखते हैं जिसे हम एसआरएस सॉफ़्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट कहते हैं तो आम तौर पर इस डिपार्मेंट डॉक्यूमेंट में ये सेक्शन होने चाहिए इसमें एक परिचय सेक्शन होना चाहिए जिसमें इस प्रस्ताव का परिचय होना चाहिए या जो आपकी समस्या है उसके लिए क्या है जिसे ऑटोमेटिक करने की आवश्यकता है फिर मौजूदा सिस्टम और वर्तमान वातावरण का वर्णन करना चाहिए फिर भविष्य की स्ट्रेटजी क्या है या भविष्य की स्ट्रेटजी या प्लानस क्या हैं एक सेक्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट का होना चाहिए यदि आप डेवलप करेंगे यदि आप प्राप्त करेंगे यह सिस्टम क्या है जो इस रिक्वायरमेंट के बाहर है अनिवार्य और जरूरी हो सकते हैं और फिर क्या संभव डेडलाइन हैं जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि फर्म आपको प्रोडक्ट दे देगी एक तारीख को या स्टेज वाइज तक हम पूरे उत्पाद दे सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को इंक्रीमेंटल तरीके से दे सकते हैं और फिर बोली लगाने वालों से आवश्यक है जिसमें कोई भी अतिरिक्त जानकारी हो सकती है इसलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे और रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट में ये सेक्शन होने चाहिए तो आवश्यकताओं में क्या शामिल होगा आवश्यकताओं को आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में उल्लेख करेंगे जो फंक्शन सॉफ्टवेयर में शामिल होना चाहिए या सभी आवश्यक इनपुट और आउटपुट के साथ इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए सॉफ़्टवेयर के के भीतर कार्य क्या हैं और क्या शामिल होने चाहिए फिर सॉफ्टवेयर का पालन करने के लिए मानकों को किस तरह के मानक को पूरा करना चाहिए आईएसओ मानक या डब्ल्यू टीओ मानक विश्व व्यापार संगठन मानक वगैरह इसलिए आवश्यकताओं में इन मानकों का पालन किया जाना चाहिए फिर अन्य एप्लिकेशन जिसके साथ इस सॉफ्टवेयर को कंपैटिबल होना है इस एप्लिकेशन को प्राप्त करने के बाद एक बार इसे किस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल किया जाना चाहिए मान लीजिए कि आप ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले यह रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो रूप से थी और जब इसे ऑटोमेट करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है आपको यह देखना होगा कि इस रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को देखने के लिए किन अन्य चीजों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए जब आप इसे बुक कर रहे हैं तो बैंकों के इस प्रवेश द्वार के साथ कंपैटिबल होना चाहिए क्योंकि आपको जो पैसा देना है वह है बैंक गेटवे के माध्यम से किया जाएगा तो इसके साथ कंपैटिबल होना होगा तो इसी तरह की क्वालिटी रिक्वायरमेंट या रिस्पांस टाइम आपको किस प्रकार की गुणवत्ता की आवश्यकता है प्रतिक्रिया समय कितना होना चाहिए और उन सभी चीजों थी थ्रूपुट क्या होना चाहिए यह स्पष्ट रूप से रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट में लिखा जाना चाहिए फिर दूसरा स्टेज इवैल्यूएशन प्लान है आपको सोचना होगा कि प्रपोजलस कब आएंगे विभिन्न वंडर्स से आते हैं इवैल्यूएट कैसे करना है तो आपको यह सोचना होगा कि प्रपोजलस का मूल्यांकन कैसे किया जाना है इसलिए अलग अलग विधियाँ हैं जिनका उपयोग आप उन प्रपोजलस के मूल्यांकन के लिए कर सकते हैं आपको उनके लिए योजना बनानी होगी जैसे कि प्रपोजलस को पढ़ने से पहले यह देखें कि कौन सा प्रपोजलस सबसे अच्छा है आप कुछ इंटरव्यू का आयोजन कर सकते हैं जो सभी सप्लायर्ससप्लायर्स उनमें से प्रत्येक से एक साक्षात्कार लेते हैं या प्रदर्शन करते हैं यदि आप एक नया हार्डवेयर खरीद रहे हैं या एक सॉफ्टवेयर पार्टियों को बुलाता है तो सॉफ्टवेयर कहता है कि सप्लायर्सउन्हें एक डेमोंसट्रेशन दे सकते हैं जो सभी मौजूद हैं या हो सकते हैं आप एक एक करके गोपनीय रूप से कॉल कर सकते हैं और वे अपना डेमोंसट्रेशन दे सकते हैं एक और दूसरी साइट को विजिट करना है जो ऑटोमेटेड होनी है तो आप उन्हें उस साइट पर क्या बता सकते हैं वे आपकी साइट पर जा सकते हैं या आप उनकी साइटों पर जा सकते हैं कि वे किस तरह की चीजें कर रहे हैं इसके आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं और अंतिम एक प्रैक्टिकल टेस्ट है आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें कुछ टेस्ट देने चाहिए जो कुछ ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं वे ऑनलाइन डेमोंसट्रेशन कर सकते हैं इस तरह की चीज वे आपके स्थान पर आएंगे जो आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह टेस्ट कहे और दिखाता है कि यह कैसे काम कर रहा है तो विभिन्न प्रकार के व्हेनडर्स द्वारा प्रस्तुत प्रपोजल का वैल्यूएशन करने के लिए उन प्रकार की चीजों का उपयोग किया जा सकता है इसलिए इवैल्यूएशन प्लेन के मामले में जब आप मूल्यांकन योजना बना रहे हैं तो मूल्यांकन योजना के मामले में पैसे के लिए मूल्य का आकलन करने की आवश्यकता है पैसे के मूल्य का आकलन करने की आवश्यकता है या आप जिसे जरूरी सुविधा के लिए वीएफएम कहते हैं इसलिए प्रत्येक जरूरी सुविधा के लिए आपके पास पैसे के लिए मूल्य का आकलन करने की आवश्यकता है और यह वास्तव में VFM अप्रोच पहले वाले के लिए एक सुधार है सबसे कम बोली स्वीकार करने पर जोर आप पहले दिनों में देखते हैं कि कैसे प्रपोजलसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाता है जिस सप्लायर्स ने सबसे कम राशि का चयन किया है उसे वह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर रहा था तो VFM अप्रोच इस पारंपरिक अप्रोच का सुधार है जो कि यह सबसे कम बोली और उसके कुछ उदाहरण हैं इस पर आधारित था कि वे एक फीडर फाइल की तरह हैं जो डेटा इनपुट को बचाता है या 4 घंटे काम करता है जो एक महीने में बचाता है या यदि 4 घंटे एक महीने में काम किया जाता है तो यह कुछ 20 पाउंड प्रति घंटे बचा सकता है लिए उपयोग की जाने वाले सिस्टम जो एक कंस्ट्रेन है जिस सिस्टम को आपने 4 साल के लिए उपयोग करने के लिए रखा है या यदि किसी सुविधा की लागत 1000 पाउंड है तो क्या इसके लायक होगा तो इस तरह के विचार इसे ले सकते हैं इसलिए मूल रूप से यह मूल्यांकन अप्रोच पिछले अप्रोच का सुधार है जो सबसे कम बोली पर जोर देने पर आधारित था अगला स्टेज टेंडरिंगके लिए आमंत्रण है तो यह तय करने के बाद कि यह योजना किसके लिए उपयोग होगी प्रपोजलस का मूल्यांकन करने के बाद आप विभिन्न वंडर्स से प्रपोजल आमंत्रित कर सकते हैं तो ध्यान दें कि बोलीदाता ITT के जवाब में एक प्रस्ताव बना रहा है इसलिए जब हम टेंडरिंग के लिए आईटीटी आमंत्रण जारी करेंगे या हम इसे प्रपोजल के लिए आरएफपी अनुरोध के रूप में कहेंगे तो ITT के जवाब में या प्रतिक्रिया या इस RFP में प्रपोजलसके लिए क्या अनुरोध है तो बोली लगाने वाले विभिन्न फर्मों को वे प्रस्ताव भेज सकते हैं वे बोली कर सकते हैं वे आपको प्रस्ताव भेज सकते हैं और प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए वे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जब जब इन प्रपोजलसका मूल्यांकन किया जाएगा वह जो चुना जाएगा इसलिए यह प्रदान किया जाएगा कि फार्मूला को प्रस्ताव कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति होगी और एक कॉन्ट्रैक्ट ग्राहक को अधिक जानकारी की आवश्यकता हो सकती है तो फर्मों ने उन प्रपोजलस में किन सूचनाओं का उल्लेख किया है जो पर्याप्त नहीं है तो ग्राहक को और जानकारी की आवश्यकता हो सकती है उस स्थिति में सप्लायर्स को सूचित किया जाना चाहिए और आपको कौन सी जानकारी की आवश्यकता है उन्हें उन सूचनाओं को देना होगा और फिर प्रपोजलस का मूल्यांकन हो सकता है एक ही समस्या के विभिन्न तकनीकी समाधानों का नुकसान मौजूद हो सकता है ही समस्या के लिए एक ही समस्या अलग अलग वंडर्स को अलग अलग तकनीकी समाधान प्रदान कर सकती है फिर मूल्यांकन कैसे करें मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही समस्या के लिए अलग अलग तकनीकी समाधान अलग अलग वंडर्स द्वारा बताएं जाते हैं इसलिए लेकिन सबसे कम बोली लगाने के मामले में यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है जो सबसे कम राशि है वह पुरस्कार देगा उसे कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया जाएगा लेकिन इस मामले में जहां एक ही समस्या के लिए अलग अलग तकनीकी समाधान हैं उनका मूल्यांकन करना मुश्किल है फिर इस दौरान टेंडरिंग के लिए आमंत्रण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और हमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसे समझौते के ज्ञापन के रूप में जाना जाता है या संक्षेप में हमें एमओए के रूप में जाना जाता है तो यहाँ ग्राहक तकनीकी प्रपोजलस के लिए पूछता है तो प्रस्ताव को वास्तव में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक टेक्निकल फ्लो का हिस्सा दूसरा फाइनेंसियल भाग इसलिए ग्राहक तकनीकी प्रपोजलस के लिए कह सकता है फिर तकनीकी प्रपोजलसको फर्मों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा इन तकनीकी प्रपोजलस के साथ जांच की जाती है और चर्चा की जाती है एक समिति के माध्यम से जांच की जा सकती है आंतरिक समिति कुछ विशेषज्ञ हो सकते हैं जो आप उस समिति में शामिल हो सकते हैं फिर सहमति पत्र में सहमति तकनीकी समाधान तो तकनीकी समाधान जो सभी से सहमत है वह MoA के रूप में कार्य करेगा जो कि MoA है फिर टेंडर्स MoA के आधार पर सप्लायर्स से मांगी जाती हैं इसलिए इस तकनीकी प्रस्ताव को तैयार करने के बाद जिसे अब सभी ने सहमति दी है और यह एमओए के रूप में काम करेगा फिर सप्लायर के लिए तकनीकी टेंडरिंग का अनुरोध किया जाएगा फिर आप विज्ञापन करते हैं कि इस एमओए के आधार पर सप्लायर्स से टेंडर्स का अनुरोध किया जाता है क्योंकि इसमें सभी तकनीकी विवरण शामिल हैं और यह इन सभी से सहमत हैं फिर टेंडर्स को कीमत पर आंका जाता है इसलिए क्योंकि अब तकनीकी प्रस्ताव तय हो गए हैं वे अब फिक्स किए हुए कीमत के आधार पर आंका जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वेंडर को इन तकनीकी प्रपोजलस का क्या देना है उन्हें यह तकनीकी प्रदान करनी होगी कि एमओए में उल्लिखित विवरण क्या है फिर टेंडरस एमओए के आधार पर सप्लायर्स से अनुरोध की जाती हैं और फिर टेंडर्स को प्राप्त करने के बाद उन्हें कीमत के आधार पर आंका जाता है क्योंकि अब तकनीकी प्रपोजलस पर एकरूपता के रूप में तकनीकी प्रपोजलस या तकनीकी सामग्री अब फिक्स हो गई है तो तब ग्राहक द्वारा तकनीकी प्रपोजलस के लिए शुल्क का भुगतान किया जा सकता है लेकिन इसलिए तकनीकी प्रस्ताव को तैयार करने में किस शुल्क या किस राशि पर खर्च किया गया है उस राशि का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जा सकता है अंतिम स्टेज प्रपोजलसका मूल्यांकन है इसलिए यहां यह बताते हुए मूल्यांकन योजना तैयार करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रस्ताव को चयन मानदंडों के खिलाफ कैसे जांचा जाएगा तो आप किन मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे जो सबसे अच्छा फर्म है और कॉन्ट्रैक्ट उस फर्म को प्रदान किया जाएगा तो इसीलिए यह मूल्यांकन योजना का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसमें यह बताया गया है कि आप प्रत्येक प्रस्ताव की जांच कैसे कर सकते हैं प्रत्येक प्रस्ताव को चयन मानदंडों के खिलाफ कैसे जांचा जाएगा इसलिए इससे आवश्यकताओं के जोखिम में कमी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि सभी प्रपोजलस को लगातार इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यदि आप करेंगे तो आप चयन मानदंड को अंतिम रूप देंगे इससे किसी भी आवश्यकता के छूटने का जोखिम कम हो जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रपोजलसको लगातार व्यवहार किया जाता है इन मामलों में कोई लगातार नहीं है मूल आवश्यकता में अनुरोध नहीं किए जाने के कारणकिसी प्रस्ताव का पक्ष लेना अनुचित होगा इसलिए यदि मूल आवश्यकता में या MoA में वह सुविधा है जो उसमें नहीं है लेकिन किसी उद्धरण में किसी सप्लायर्सने उस सुविधा का उल्लेख किया है और उसके आधार पर यदि वह प्रस्तावित सुविधा यदि आप उस विक्रेता का चयन कर रहे हैं तो यह अनुचित होगा क्योंकि इसका उल्लेख मूल आवश्यकता या MoA में नहीं किया गया है तो इसीलिए किसी प्रस्ताव का पक्ष लेना अनुचित होगा क्योंकि एक सुविधा मूल आवश्यकता में मौजूद नहीं है और चूंकि सप्लायर्सने एक प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि आपने उसे चुना है यह अनुचित होगा एक आवेदन तीन प्रकार का हो सकता है हम पहले से ही अंतिम वर्ग में देख चुके हैं कि एक आवेदन को समाप्त किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि किसी विशेष यूजर के लिए शेल्फ को जनरलाइज किया जा सकता है या यह शेल्फ से दूर है लेकिन यह कस्टमाइज है शेल्फ पैकेज के बंद होने की स्थिति में सॉफ़्टवेयर का मूल्यांकन स्वयं किया जा सकता है और यह संभव हो सकता है कि सेल्फ इवेलुएशन के साथ कुछ मूल्यांकन को इकट्ठा किया जाए लेकिन बीस्पोक डेवलपमेंट के साथ यह एक प्रस्ताव होगा जबकि इसका मूल्यांकन किया जाता है इस सॉफ़्टवेयर COTS में दोनों के तत्व शामिल हो सकते हैं इसका मतलब है कि बीस्पोक के तत्वों के साथ साथ ऑफ द शेल्फ पैकेज तत्व ठीक है इस प्रकार विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होगी क्योंकि COTS अप्रोच bespoke की सुविधाओं और शेल्फ मेथड्स को बंद करने की सबसे अच्छी सुविधाओं का उपयोग करता है तो यही कारण है कि ऐसा है इसलिए इस प्रकार विभिन्न अप्रोचों की आवश्यकता होगी अब देखते हैं कि प्रपोजलसके मूल्यांकन के स्टेज क्या हैं आप प्रपोजलसका मूल्यांकन कैसे करेंगे प्रोसेसक्या हैं मूल्यांकन की प्रोसेस में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं पहले आपको प्रस्तुत प्रस्ताव डाक्यूमेंट्स की जांच करनी होगी फिर आपको सप्लायर या उनके प्रतिनिधियों के साथ इंटरव्यू करना पड़ सकता है फिर आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि यदि यह स्पष्ट नहीं है कि वे कुछ डेमोंसट्रेशन दे सकते हैं तो वे कुछ कर सकते हैं कि वे कौन से साइट पर जाएँ या वह साइट विज़िट के लिए जा सकते हैं और साथ ही वह प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जा सकते हैं आप उन्हें कहते हैं आप सभी चीजें दिखाएं जो प्रैक्टिकल रूप से हैं इसलिए वह कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट आयोजित कर सकता है और इस प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर जो सबसे अच्छे परिणाम दिखा सकता है आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट प्रदान कर सकते हैं इसलिए सप्लायरस द्वारा प्रदान किए गए प्रस्ताव डाक्यूमेंट्स को यह देखने के लिए जांचा जा सकता है कि क्या उनके पास एमओए में उल्लिखित सभी विशेषताएं हैं जो सभी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं यदि वे कुछ पॉइंट्स से चूक गए हैं तो कुछ पॉइंट्स पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है इन स्पष्टीकरणों का लिखित सहमत रिकॉर्ड प्राप्त करना महत्वपूर्ण है मौखिक रूप से या मौखिक रूप से कुछ स्वीकार न करें यह होना चाहिए कि क्या ग्राहक सहमत हुआ और रिकॉर्ड किया गया और वह कुछ पहल कर सकता है क्या वह ग्राहकों की बैठकों के मिनट तैयार कर सकते हैं या बैठकों के मिनट ले सकते हैं और फिर सप्लायर्स को बाद में लिखकर उनकी सटीकता की पुष्टि कर सकते हैं इसलिए मिनटों को रिकॉर्ड करने के बाद आप उन्हें सप्लायर्स को भेज सकते हैं ताकि वे उनकी सटीकता की पुष्टि कर सकें अंतिम कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज़ में किसी भी कमिटमेंट को बाहर करने का प्रयास करने वाला एक सप्लायर्सहो सकता है कि वह पूर्व कॉन्ट्रैक्ट वार्ता में किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए कुछ कमिटमेंट को बाहर करने का प्रयास कर सकता है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और शर्तों की जांच की जानी चाहिए लेकिन जहां मौजूदा उत्पाद है उसे डेमोंसट्रेशन के लिए जाना चाहिए एक लगातार समस्या जो कि एक मौजूदा एप्लिकेशन लेन देन के एक निश्चित स्तर के साथ एक मंच पर अच्छी तरह से काम करता है यह ग्राहकों के साथ संतोषजनक ढंग से काम नहीं करता है आईसीटी कॉन्फ़िगरेशन या थ्रूपुट का स्तर इसलिए जो एक मौजूदा एप्लिकेशन है वह एक प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहा है हो सकता है कि विंडोज़ हो लेकिन जब आप ग्राहक साइट पर ले जा रहे हों और यह यूनिक्स पर आधारित हो ताकि जो एप्लिकेशन काम न करे या थ्रूपुट समान न हो या रिस्पांस टाइम समान न हो इसलिए डेमोंसट्रेशन इस समस्या को प्रकट नहीं कर सकते हैं इसलिए इस तरह की चीजों के डेमोंसट्रेशन से इस तरह की समस्या नहीं हो सकती है समस्याओं का डेमोंसट्रेशन नहीं हो सकता है तो ये चीजें क्या बेहतर हो सकती हैं यदि आप मूल्यांकन करते हैं कि आप परिचालन साइटों का दौरा कैसे करेंगे तो इस प्रणाली का उपयोग करने वाली परिचालन साइटों का दौरा पहले से ही अधिक जानकारीपूर्ण हो सकता है और आप अधिक विचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपको फर्म का चयन करने में मदद करेगा अंतिम रिज़ॉर्ट में एक विशेष वॉल्यूम टेस्ट आयोजित किया जा सकता है तो इसी तरह अंतिम वॉल्यूम टेस्ट जो आपको आयोजित करना चाहिए और फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रस्ताव या कौन सा प्रस्ताव इस मात्राटेस्टको पास करता है और जिसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चुना जा सकता है तो आखिरकार एक सप्लायर्सको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक निर्णय लिया जाना चाहिए इसका अनुसरण करने का कारण अब देखते हैं कि मूल्यांकन करने के लिए इस तरह के एक संरचित और उद्देश्य अप्रोच का पालन क्यों किया जाएगा क्योंकि हम यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जो निर्णय किया गया है वह निष्पक्ष है जो निष्पक्ष है एक प्रोजेक्ट मैनेजर कृपया याद रखें की एक प्रोजेक्ट मैनेजर से वह कानूनी विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं कर सकता है इसके लिए सलाह की जरूरत है तो कुछ कानूनी क्या मामले हो सकते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक कानूनी विशेषज्ञ नहीं हो सकता है उसे सलाह की आवश्यकता होती है लेकिन वह यह सुनिश्चित करें कि कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्सऔर ग्राहक की वास्तविक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने फाइनल किया है उसे प्रदान करते हुए ग्राहक की वास्तविक आवश्यकताओं और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों दोनों की अपेक्षाओं को रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो हम जल्दी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेकलिस्ट या टेंडरिंगप्रोसेस से जुड़े कुछ शब्दों को देखने दें तो आपको शर्तों को उचित परिभाषा देनी चाहिए जैसे कि क्या करें जो एक सप्लायर्स है सप्लायर्स द्वारा क्या मतलब है जो एक उपयोगकर्ता है जो एक आवेदन है जो उचित परिभाषा है टेंडरिंग में होना चाहिए इसी तरह समझौते के रूप में आपको उदाहरण के लिए बताना क्या यह बिक्री के लिए या कॉन्ट्रैक्ट की तरह की चीज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है या यह एक लाइसेंस है बस एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग करने की अनुमति है क्या लाइसेंस को किसी अन्य पार्टी या किसी दूसरा व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है इसलिए समझौते के उन सभी रूपों को ठीक से समझाया जाना चाहिए फिर आप दिखा सकते हैं कि एक और शब्द आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं इसलिए एक संगठन के रूप में आपको कुछ वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है तो दो चीजों को देखेंगे जो आपूर्ति किए जाने वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर हैं इसलिए यदि आप क्या काम पर रख रहे हैं या यदि आप कुछ उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो इसमें उपकरण के अलग अलग टुकड़ों की एक वास्तविक सूची शामिल होनी चाहिए वितरित किए जाने वाले उपकरणों के अलग अलग टुकड़े क्या हैं सटीक विनिर्देश के साथ बस सर्वर सटीक मॉडल संख्या और सर्वर के विभिन्न घटकों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना है जो नहीं लिखें तो यह इस विशिष्ट मॉड्यूल नंबर संस्करण संख्याओं वगैरह के साथ पूरा होना है तो इसी तरह अगर आप कुछ सेवाओं को खरीदने या काम पर रखने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की चीजों को कवर करना चाहिए जैसे कि सेवा के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और यह कि क्या फर्म द्वारा प्रदान किया जाएगा या नहीं डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉलेशन ऑटोमेशन के दौरान मौजूदा फाइलों के रूपांतरण मेंटेनेंस एग्रीमेंट कितने वर्षों के लिए सप्लायर्समुफ्त रखरखाव प्रदान करेगा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष वगैरह हो सकता है इसी तरह इंश्योरेंस में कितने साल के लिए वारंटी और ट्रांजिशनल इंश्योरेंस की व्यवस्था होगी इसलिए उन सभी चीजों को बताया जाना चाहिए जब आप सामान और सेवाओं की खरीद के लिए जा रहे हैं इसी तरह सॉफ्टवेयर के मालिकाना हक का मालिक कौन है यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए क्या क्लाइंट सॉफ्टवेयर को दूसरों को बेच सकता है क्या यह संभव है कि सॉफ्टवेयर सप्लायर्स दूसरों को सॉफ्टवेयर बेच सकता हैअनन्य उपयोग उस ग्राहक को बता सकता है यदि वह हाँ है तो आपको देखना होगा दो संभावनाएं हैं अन्यथा यह देखें कि सप्लायर्स बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं तो यह यह बता सकते हैं कि ग्राहक के पास विशेष उपयोग है या नहीं क्या सप्लायर्स कॉपीराइट को बरकरार रखता है या उसे ग्राहक को दिया जाता है जिसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना है जहाँ सप्लायर्स सोर्स कोड रखता है वहां समस्या हो सकती है यदि सप्लायर्स स्रोत कोड लौटाता है तो यह समस्या हो सकती है क्योंकि यदि सप्लायर्स व्यवसाय से बाहर जाता है तो कोड की एक प्रतिलिपि को दरकिनार करने के लिए एस्क्रो सेवा के साथ जमा किया जा सकता है तो यह एक गंभीर समस्या है अगर अब आपका संबंध अच्छा है और यदि अगली बार सप्लायर्स है कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है तो वह समस्या पैदा करेगा और उसके साथ स्रोत कोड आप आवेदन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए आप अपनी नौकरी नहीं कर सकते हैं जो आप गंभीर समस्या में होंगे क्योंकि कोई भी रखरखाव वगैरह आप आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि स्रोत कोड सप्लायर्स के साथ झूठ बोल रहा है इसी तरह उदाहरण के लिए माहौल जहां उपकरण स्थापित करना है पर्यावरण क्या है जो साइट की तैयारी के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार है जैसे बिजली की आपूर्ति वापस सुविधा वगैरह यह वह है जो जिम्मेदार है जिसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना है इसी तरह ग्राहक प्रतिबद्धताओं उदाहरण के लिए जानकारी की आपूर्ति प्रदान करना और मध्यवर्ती परिणाम वगैरह को मंजूरी देना इसलिए ग्राहक जो ग्राहक कमिटमेंट हैं उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट में ठीक से उल्लेख किया जाना चाहिए एक्सेप्टेंस प्रोसीजर यह अच्छा अभ्यास यह उपयोगकर्ता एक्सेप्टेड टेस्टके बाद ही डिलीवरी सिस्टम को स्वीकार करता है तो आपको उपयोगकर्ता एक्सेप्टेंस टेस्टकरना होगा इसलिए जब एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा तो वह कौन होगा जो उपयोगकर्ता एक्सेप्टेंस टेस्ट करेगा उन सभी चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में उन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा उस समय के रूप में इस तरह के विवरण को निर्दिष्ट करेगा जो ग्राहक को परीक्षण करना होगा ठीक है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा इस तरह के विवरण को उस समय के रूप में स्पेसिफाई करेगा जब ग्राहक कोटेस्टका संचालन करना होगा एक्सेप्टेंस टेस्टके साथ डिलिवरेबल्स और वेटेस्टपर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोसेसऔरटेस्टपर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोसेस क्या है जैसा कि उन सभी चीजों को पूरा किया जाना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए इसी तरह क्या मानकों को पूरा किया जाना है प्रोडक्ट को आईएसओ मानकों को पूरा करना चाहिए या प्रोडक्ट को विश्व व्यापार संगठन के मानक डब्ल्यूटीओ मानक से मिलना चाहिए यह भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तब प्रोजेक्ट और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था के लिए ठीक होना चाहिए प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था को किस ग्राहक के साथ साथ सप्लायर्ससे सहमत होना चाहिए इनमें प्रोग्रेस मीटिंग के लिए आवृत्ति और प्रकृति और ग्राहक को आपूर्ति की जाने वाली प्रगति की जानकारी शामिल है इसलिए उन सभी चीजों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और इस तरह की टाइम टेबल एक्टिविटी प्रोजेक्ट के प्रमुख हिस्सों को पूरा करने के समय की एक शेड्यूल प्रदान करेगी विभिन्न माइलस्टोन है जब वे एक स्पष्ट टाइम टेबल हासिल करेंगे क्या स्पष्ट टाइम टेबल इस विभिन्न गतिविधियों का एक पूर्ण टाइम टेबल कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए फिर कीमत और भुगतान विधि पर जाहिर है कीमत आपके कॉन्ट्रैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो क्या व्यवस्था करनी है जब भुगतान किया जाना है क्या भुगतान मासिक किया जाएगा या भुगतान किया जाएगा या नहीं भुगतान त्रैमासिक या छमाही या वार्षिक रूप से किया जाएगा या जब कुछ मील का पत्थर हासिल किया जाएगा कुछ सुपुर्दगी उन्होंने की है तभी हम भुगतान करेंगे या वेतन वृद्धि के आधार पर जो स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना है भुगतान कुछ विशिष्ट कार्य के पूरा होने के लिए बंधे हो सकते हैं जब कार्य A पूरा हो जाता है तो आप कहते हैं कि 10 प्रतिशत कार्य B को पूरा होने पर जारी किया जाता है तो इस तरह एक और 20 प्रतिशत जारी करें तो भुगतान को कुछ विशिष्ट कार्य या घटनाओं के पूरा होने से भी जोड़ा जा सकता है फिर हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में जल्दी से देखेंगे इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट से संबंधित होंगी ठीक है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें प्रगति के रिपोर्टिंग के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट से संबंधित होंगी आप कितनी बार प्रगति की रिपोर्ट कर सकते हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कुछ डिसीजन पॉइंट इनमें से कुछ डिसीजन पॉइंट हो सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि डिसीजनपॉइंट कुछ माइलस्टोन हो सकते हैं इसे ठेकेदार को भुगतान जारी करने से जोड़ा जा सकता है कि हाँटेस्टपूरा हो गया है 50 प्रतिशत कहना जारी है तो स्थापना इस तरह एक और 25 प्रतिशत पूरा हो गया है इसलिए डिसीजन प्वाइंट या ये जो हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन वे ठेकेदार को भुगतान जारी करने से जुड़े हो सकते हैं इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट की विविधताएं हैं कि आवश्यकताओं के परिवर्तन कैसे होते हैं तो ये मूल आवश्यकताएं थीं जिनका उल्लेख किया गया था कुछ दिनों के बाद आवश्यकताओं में कुछ बदलाव किए गए हैं तो इन आवश्यकताओं से इन परिवर्तनों को किस सप्लायर्सद्वारा निपटा जाएगा कि इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए तो यह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है इसी प्रकार स्वीकृति मानदंड क्या होना चाहिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको उपयोगकर्ता स्वीकृतिटेस्टके लिए जाना चाहिए और यदि यह सफल है तो आप स्वीकार कर सकते हैं अन्यथा आप अस्वीकार कर सकते हैं तो स्वीकृति मानदंड क्या है जो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए आप निम्नलिखित का मूल्यांकन कैसे करते हैं मौजूदा पैकेज की उपयोगिता क्या है एक पैकेज वहाँ है जो मौजूदा पैकेज की उपयोग को समायोजित कर रहा है इसी तरह एक आवेदन की उपयोगिता अभी तक एक आवेदन का निर्माण किया जाना है यह पहला आवेदन मौजूदा है कि उपयोग क्या है इसी तरह एक एप्लिकेशन विकसित किया जाना बाकी है इसकी उपयोगिता क्या होगी हार्डवेयर की रखरखाव लागत यह सॉफ्टवेयर अकेले नहीं चलेगा यह कुछ हार्डवेयर का अनुरोध करेगा तो हार्डवेयर के लिए क्या रखरखाव लागत की आवश्यकता होगी इसी तरह सॉफ़्टवेयर समर्थन के अनुरोधों का जवाब देने के लिए क्या समय लगेगा इसलिए आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप उस सप्लायर्सको सूचित कर रहे हैं जिसे सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया गया था और विवरण या सेवा प्रदान करने के अनुरोध के लिए आपके प्रश्न का जवाब देने में उन्हें कितना समय लगेगा तो वह समय भी बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह प्रशिक्षण के क्रम में आप एक नया सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं जो आपके अंतिम उपयोगकर्ता नहीं करते हैं पता है कि इसे कैसे चलाना है आपको कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है इसलिए उस प्रशिक्षण को उपयोगकर्ताओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और उस शुल्क को वे अपने प्रस्ताव में चार्ज कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण मुफ्त होना चाहिए इसलिए उन सभी चीजों का भी मूल्यांकन करें जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट का मूल्यांकन करते समय कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ समझौते शामिल होने चाहिए कि कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल होने चाहिए कि कस्टमर और सप्लाई रिलेशनशिप के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए और यह कैसे मैनेज होगा उदाहरण के लिए यदि डिसीजन प्वाइंट नियर माइलस्टोन और भुगतान पॉइंट कहां जारी किए जाएंगे इसके आधार पर डिसीजन प्वाइंट क्या होना चाहिए कुछ गुणवत्ता समीक्षा में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता या मध्यवर्ती उत्पादों की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए जैसा कि सप्लायर्सद्वारा दिया गया है जब मैं आवश्यकताओं में बदलता हूं क्योंकि किस संगठन में परिवर्तन होना चाहिए इसलिए यदि हर बदलाव के लिए कोई उपाय है तो वे कहेंगे कि हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है इसलिए छोटे बदलावों को उन्हें स्वतंत्र रूप से करना चाहिए और जब भी कुछ बड़े बदलाव होंगे तो वे कीमत कैसे वसूलेंगे तो यह भी समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए इसलिए आज हमने कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट में विभिन्न चरणों पर चर्चा की है फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की विशिष्ट शर्तों क्या कॉन्ट्रैक्ट की चेकलिस्ट पर चर्चा की है हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों को भी समझाया है जो कॉन्ट्रैक्ट के मैनेजमेंट से संबंधित हैं तो ये हमारे द्वारा लिए गए संदर्भ हैं